अगला हम कंप्यूटर सिस्टम संगठन देखेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम के घटक कैसे व्यवस्थित होते हैं तो एक आधुनिक सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर प्रणाली इसमें एक या एक से अधिक CPU और एक सामान्य बस के माध्यम से जुड़े कई डिवाइस नियंत्रक होते हैं जो साझा मेमोरी तक पहुंच प्रदान करते हैं तो हमारे कहने का मतलब कुछ ऐसा है तो हमारे पास एक या एक से अधिक सीपीयू हो सकते हैं जैसे कि यह है इसलिए आदर्श रूप से हमारे पास जो इंटरफ़ेस है वह सीपीयू है और मेमोरी चिप है और आईओ डिवाइस हैं जो जुड़े हुए हैं अब इस प्रकार की प्रणालियां में मूल समस्या यह है कि एक समय में सीपीयू केवल एक काम कर सकता है इसलिए मैं सिस्टम द्वारा निष्पादित कार्यक्रमों के संदर्भ में समानता के बारे में नहीं सोच सकता इसलिए यदि कई उपयोगकर्ता हैं तो भी इसलिए मैं उनकी जॉब्स को समानांतर रूप से निष्पादित नहीं कर सकता मुझे कुछ समय साझा करना है I हो सकता है कि मैं उपयोगकर्ता जॉब को कुछ समय के लिए दूं फिर दूसरे उपयोगकर्ता जॉब को कुछ समय मिलें तो इस तरह से मैं एक समय के बहुस्तरीय फैशन में काम कर सकता हूं लेकिन उस तरह सिस्टम का प्रदर्शन या थ्रूपुट कम होगा क्योंकि उपयोगकर्ता की जॉब्स को पूरा होने में अधिक समय लगेगा अब ऐसी स्थिति के बारे में सोचें जहां मुझे 1 सीपीयू के बजाय 2 सीपीयू मिले हैं तो वहाँ मुझे 2 सीपीयू मिले हैं तो कम से कम 2 सीपीयू एक साथ 2 काम कर सकते हैं इसलिए इन CPU को निष्पादित करने वाले कार्यक्रमों की संख्या केवल वास्तविक या पिछले एक की दोगुनी हो सकती है अब इसके अलावा हमारे पास कई डिवाइस जुड़े हुए हैं तो यह IO डिवाइस अगर मेमोरी है तो ये सभी जुड़े हुए हैं अब आप इस CPU को देखते हैं दो CPU हैं सीपीयू 1 और सीपीयू 2 तो उन्हें मेमोरी से बात करने की आवश्यकता है इसलिए जब वे कुछ मेमोरी स्थिति के कुछ सामग्री के लिए अनुरोध भेजते हैं तो 2 सीपीयू शायद दो मेमोरी लोकेशन के कंटेंट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डेटा को कैसे लिया जाए तो कैसे कैसे एक तरह से मेमोरी भ्रमित हो जाएगी क्योंकि अब आम तौर पर हम एक मेमोरी चिप में जानते हैं हमें एड्रेस बस डेटा बस और नियंत्रण बस और उन का मान मिल रहा है तो मेमोरी संबंधित स्थान की कंटेंट दे रही है अब इस प्रकार अब इस मामले में मुझे दो एड्रेस बसों की आवश्यकता है सीपीयू 12 मेमोरी और सीपीयू 22 मेमोरी के बीच दो डेटा बसें और दो कंट्रोल बसें तो यह और अधिक कठिन बना देता है तो आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो अतिरिक्त है जिसे हम मेमोरी कंट्रोलर कहते हैं या संक्षेप में मैं इसे एमसी के रूप में लिखता हूं मेमोरी कंट्रोलर होना चाहिए तो ये सभी सीपीयू रिक्वेस्ट मेमोरी कंट्रोलर के पास आनी चाहिए और मेमोरी कंट्रोलर यह तय करेगा कि इन रिक्वेस्ट के लिए अपने व्यक्तिगत सीपीयू से सर्विस कैसे मुहैया कराई जाए और जो डेटा उन्हें उपलब्ध कराया जाए इसलिए सिस्टम में हमारे पास मौजूद प्रत्येक डिवाइस के लिए भी ऐसा ही है उनका अपना व्यवहार होगा और उन्हें अपने स्वयं के नियंत्रक और सौभाग्य से या दुर्भाग्य से इस डिवाइस की आवश्यकता होती है जो हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम में है इसलिए वे एक समान नहीं हैं इसलिए उन सभी में एक ही प्रकार का इंटरफ़ेस नहीं हो सकता है उदाहरण के लिए कीबोर्ड और माउस और डिस्क इसलिए वे समान प्रकार का व्यवहार नहीं कर रहे हैं इसलिए कीबोर्ड उपयोगकर्ता कुछ कुंजी दबा रहा है दूसरी तरफ और उस स्थिति में कुंजी कोड या कुंजी का पाठ कंप्यूटर तक पहुंचना चाहिए दूसरी ओर जब उपयोगकर्ता एक माउस को स्थानांतरित करता है तो माउस निर्देशांक कंप्यूटर तक पहुंचना चाहिए इसी तरह जब आप डिस्क से कुछ डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो यह वास्तव में डेटा होता है जिसे डिस्क से इस कंप्यूटर सिस्टम में जाना होता है और डाटा की मात्रा से फर्क पड़ता है इसलिए कीबोर्ड भी जब हम कुछ कुंजी दबा रहे होते हैं तो कुंजी कोड कंप्यूटर तक पहुंच जाता है और जब आप डिस्क में होते हैं तो जब कुछ ट्रांसफर किया जाता है तो वहां भी कुछ डेटा स्थानांतरित किया जाता है लेकिन प्रकृति अलग है तो डिस्क के मामले में यह एक बड़ा डेटा है जबकि कीबोर्ड के मामले में तो ऐसा नहीं है कि एक बड़ी मात्रा है तो यह डेटा की एक छोटी राशि है तो इस तरह इन उपकरणों की अलग प्रकृति हैं ठीक है तो उनमें से प्रत्येक को अपना नियंत्रक मिला है तो हमारे पास जो समग्र आरेख हो सकता है वह शायद इस तरह है हमें एक या एक से अधिक सीपीयू और एक सामान्य बस के माध्यम से जुड़े कई डिवाइस नियंत्रक मिले हैं तो स्थिति इस तरह है तो आपको एक बस मिली है जिसमें से मैं कई सीपीयू कह सकता हूं मान लीजिये यह सी 1 है और सी 2 दो सीपीयू हैं और फिर हमें कई डिवाइस नियंत्रक मिले हैं तो हम इसे डीसी 1 डिवाइस नियंत्रक 1 कहते हैं डीसी 2 डिवाइस नियंत्रक 2 डिवाइस नियंत्रक 1 के लिए वास्तविक डिवाइस डी 1 जुड़ा हुआ है डिवाइस नियंत्रक 2 के लिए वास्तविक डिवाइस डी 2 जुड़ा हुआ है तो अलग अलग डिवाइस मेमोरी चिप्स हो सकते हैं शायद डिस्क ड्राइव शायद कीबोर्ड शायद माउस कोई भी उपकरण जिसे आप सिस्टम से जोड़ सकते हैं तो यह इंटरफ़ेस प्रदान करना है एक साझा बस से जुड़ा है जो साझा संसाधन तक पहुंच प्रदान करता है तो यह मेमोरी चिप भी है जैसा मैंने कहा था अब मेमोरी स्थानों तक पहुंचने की आवश्यकता है तो इस तरह से वहां मेमोरी की एक्सेस प्रदान करनी होगी तो प्रत्येक डिवाइस कंट्रोलर एक विशिष्ट प्रकार के डिवाइस का प्रभारी होता है उदाहरण के लिए डिस्क ड्राइव ऑडियो डिवाइस वीडियो डिस्प्ले और प्रत्येक डिवाइस कंट्रोलर में एक स्थानीय बफर होता है इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि प्रत्येक डिवाइस के लिए एक उपकरण नियंत्रक है अब बहुत बार ऐसा होता है कि कई उपकरणों के लिए वे एक ही प्रकार के होते हैं उदाहरण के लिए मेरे सिस्टम में 3 डिस्क ड्राइव हो सकते हैं मेरे सिस्टम में कई ऑडियो डिवाइस हो सकते हैं इसलिए उनके लिए अलग उपकरण नियंत्रक होना आवश्यक नहीं हो सकता है इसलिए मेरे पास एक डिवाइस नियंत्रक हो सकता है जो सभी ऑडियो डिवाइस या इसी तरह को नियंत्रित कर सकता है और एक डिवाइस नियंत्रक है जो सभी वीडियो उपकरणों या डिस्क ड्राइव को नियंत्रित कर सकता है तो इस तरह मेरे पास एक विशिष्ट प्रकार के डिवाइस नियंत्रक हो सकते हैं और प्रत्येक डिवाइस नियंत्रक के पास एक स्थानीय बफर होगा ताकि कोई भी स्थानांतरण जो कंप्यूटर सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर या डिवाइस नियंत्रक के बीच होने वाला हो इसलिए उन्हें वहां बफ़र किया जा सकता है इसलिए जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि जब कोई प्रोग्राम प्रिंटर पर कुछ प्रिंट कर रहा होता है तो दूसरा प्रोग्राम भी प्रिंट करना चाहता है अब इस प्रिंट डेटा को प्रिंटर पर जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है लेकिन हम इसे कुछ स्थानीय बफर में रख सकते हैं और दूसरे प्रोग्राम के लिए कंटेंट को स्थानीय बफर में रखा जा सकता है और फिर बाद में जब प्रिंटर मुक्त होता है तो डेटा मुद्रित किया जा सकता है इसलिए हमें व्यक्तिगत नियंत्रकों के साथ कुछ स्थानीय बफर उपलब्ध होने चाहिए सीपीयू इन स्थानीय बफ़रों से डेटा को मुख्य मेमोरी से या उसकी ओर ले जाता है इसलिए सीपीयू इनमें से प्रत्येक डिवाइस को एक अलग तरीके से नहीं देखता है इसलिए वे बस यह कहते हैं कि सीपीयू की जॉब इनपुट आउटपुट डेटा को डिवाइस नियंत्रक के भीतर बफर से स्थानांतरित करके समाप्त होती है तो हम मिल गया है अगर यह डिवाइस नियंत्रक है तो इस उपकरण नियंत्रक के भीतर हमें बफर मिला है तो यह बफर है और इस डिवाइस कंट्रोलर के साथ इस बफर के साथ वास्तविक डिवाइस जुड़ा हुआ है तो सीपीयू सीधे डिवाइस को डेटा नहीं भेजता है लेकिन यह इस बफर को भेजता है और इस बफर से डिवाइस कंट्रोलर डिवाइस को लिख रहा होगा इसलिए प्रत्येक डिवाइस CPU स्थानीय बफर से मुख्य मेमोरी को डेटा स्थानांतरित करता है सीपीयू और डिवाइस कंट्रोलर समानांतर में निष्पादित कर सकते हैं तो यह एक अच्छी बात है जैसे जब डिवाइस जब प्रिंटर डिवाइस कंट्रोलर प्रिंटर पर कुछ प्रिंट कर रहा होता है तो CPU फ्री है तो सीपीयू कुछ अन्य गणना कर सकता है तो वे समानांतर में निष्पादित कर रहे हैं इसलिए जब तक उन्हें मुख्य मेमोरी तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है तब तक कोई समस्या नहीं है लेकिन कुछ समय में ऐसा हो सकता है कि दोनों को मुख्य मेमोरी तक पहुंचने की आवश्यकता है तो वे मेमोरी सायकल के लिए प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर देंगे यह अधिक सामान्य है यदि आपको कई प्रक्रियाएं मिली हैं एक से अधिक सीपीयू हैं इसलिए वे मेमोरी एक्सेस करना चाहते हैं और मेमोरी एक्सेस करने के लिए उनके बीच लड़ाई होगी इसलिए साझा की गई मेमोरी की क्रमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक मेमोरी कंट्रोलर को मेमोरी तक पहुंच को सिंक्रनाइज़ करना पड़ता है इसलिए हमें किसी प्रकार के मेमोरी कंट्रोलर की आवश्यकता है जो इस एक्सेस पैटर्न को उचित बना देगा और ऐसा नहीं है कि मेमोरी लोकेशन कंटेंट के लिए एक प्रोसेस रिक्वेस्ट आती है और यह किसी अन्य प्रक्रिया को दी जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए तो इन सभी को मेमोरी कंट्रोलर द्वारा नियंत्रित किया जाता है इसलिए हमें यह अलग अलग अन्य डिवाइस भी मिला है जैसे कि यह एक आधुनिक कंप्यूटर की एक विशिष्ट स्थिति है हमें सीपीयू और मेमोरी मिली है इसलिए ये पारंपरिक कंप्यूटर में थे और हमारे पास कई IO डिवाइस जैसे डिस्क माउस कीबोर्ड प्रिंटर मॉनिटर वगैरह हो सकते हैं इसमें से अधिकांश आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम में हो सकते हैं इसलिए उन्हें यह माउस कीबोर्ड प्रिंटर मिला है इसलिए वे सभी USB संचालित डिवाइस हैं और हमारे पास कुछ USB नियंत्रक हो सकते हैं जिससे कि ये सभी इंटरफेस मानक इंटरफ़ेस बन जाते हैं हालाँकि हमें USB डिस्क भी मिली है लेकिन इसलिए कई डिस्क हैं जो गति सीमाओं और सभी के कारण USB के माध्यम से कनेक्ट नहीं हैं तो वहां मैं कुछ अन्य प्रकार की डिस्क को अलग कर सकता हूं और संबंधित डिस्क नियंत्रक मौजूद होना चाहिए इसी तरह मॉनिटर भी यूएसबी चालित हो सकते हैं लेकिन ग्राफिक्स क्षमताओं के संदर्भ में मॉनिटर के पास रिज़ॉल्यूशन के संदर्भ में जिस प्रकार की सुविधा है इसलिए यह मूल यूएसबी इसे प्रदान करने में सक्षम नहीं हो सकता है परिणामस्वरूप हम अलग ग्राफिक्स एडेप्टर रखते हैं जो मॉनिटर से कनेक्ट होता है इसलिए जब यह सीपीयू सिस्टम में देखता है तो मेमोरी के अलावा अन्य सभी उपकरणों के लिए यह एक सजातीय फैशन में देखता है तो चाहे वह डिस्क लेखन हो या प्रिंटर पर लेखन या मॉनिटर सीपीयू पर लिखना इसी प्रकार के कमांड को संबंधित नियंत्रक के लिए जारी करता है अब यह नियंत्रक की जिम्मेदारी है कि इसे अंतर्निहित डिवाइस के लिए उपयुक्त कमांड में अनुवाद करें और इसे अंतर्निहित डिवाइस द्वारा निष्पादित करें तो आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम वे कुछ इस तरह दिखेंगे तो कोई भी कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है जब हम इसे शुरू करते हैं तो हम कंप्यूटर पर स्विच करते हैं फिर क्या होता है इसलिए आमतौर पर ऐसा होता है कि बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होता है जो पावर अप या रिबूट पर लोड होता है तो क्या होता है कि यदि यह सीपीयू है तो जो मूल आर्किटेक्चर आपके पास है तो वहाँ मैंने कहा कि यहाँ एक मेमोरी चिप लगी हुई है और कई मेमोरी चिप्स हो सकते हैं और फिर मेमोरी के एक हिस्से को रीड ओनली मेमोरी या रोम कहा जाता है और दूसरे हिस्से को रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है अब रीड ओनली मेमोरी मुद्दा यह है कि सीपीयू बिजली बंद होने पर भी कंटेंट नहीं खोती है तो यह वहाँ है तो यह सीपीयू क्या करता है इसलिए यदि आप किसी भी प्रोसेसर को किसी भी माइक्रोप्रोसेसर में देखते हैं तो आप पाएंगे कि यह बताता है कि यदि आप इस माइक्रोप्रोसेसर पर रीसेट या पावर करते हैं तो इसके प्रोग्राम काउंटर या पीसी को कुछ विशिष्ट वैल्यू मिलते हैं उदाहरण के लिए यदि आप 8085 में देख रहे हैं तो इसका वैल्यू 0 सभी को मिल जाता है इसलिए प्रोसेसर पर निर्भर करता है इसलिए यह निर्माता बताएगा कि सिस्टम रीसेट होने पर इस प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू क्या है और जैसा कि आप जानते हैं जब ऐसा होता है कि अगर मैं माइक्रोप्रोसेसर मैं स्विच करता हूं या यदि मैं रीसेट बटन दबाता हूं तो प्रोग्राम काउंटर को यह मान मिलेगा और फिर अगले सायकल पर यह क्या करता है कि यह एड्रेस बस पर उस प्रोग्राम काउंटर की कंटेंट डालता है और जो भी संबंधित मेमोरी लोकेशन की कंटेंट है वह सीपीयू में लोड हो जाती है और जिसे एक निर्देश के रूप में लिया जाता है और निष्पादित किया जाता है और फिर अगले मेमोरी लोकेशन की कंटेंट पीसी वैल्यू प्रोग्राम काउंटर वैल्यू अपडेट हो जाती है और जिसे एड्रेस बस में डाल दिया जाता है ताकि इसे अगली मेमोरी लोकेशन की कंटेंट मिल जाए जब तक और वर्तमान निर्देश एक जम्प का निर्देश है इस तरह यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम का पता लगाने और सिस्टम को निष्पादित करने के लिए इस विशेष सुविधा का उपयोग करना है इसलिए चूंकि ऑपरेटिंग सिस्टम अक्सर बहुत बड़ा होता है इसलिए पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को केवल रीड ओनली मेमोरी में रखना संभव नहीं है तो क्या किया जाता है कि इसका केवल बहुत छोटा हिस्सा जो इसमें लोड किया जाता है इसे रीड ओनली मेमोरी में रखा जाता है जिसे बूटस्ट्रैप प्रोग्राम कहा जाता है इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोड करना है कंप्यूटर सिस्टम डिस्क से जुड़ा हुआ है इसलिए यहां वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया गया है तो यह बूटस्ट्रैप प्रोग्राम क्या करेगा यह इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यहां से कॉपी करेगा और सिस्टम के रीबूट होने पर इसे रैम में डाल देगा ताकि सिस्टम रिबूट या पावर स्विच ऑन होने पर सिस्टम बूट हो तो प्रोग्राम का यह हिस्सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है जिसे EPROM के लिए ROM में रखा जाता है फर्मवेयर कहलाता है क्योंकि यह पूरी तरह से हार्डवेयर नहीं है लेकिन यह पूरी तरह से सॉफ्टवेयर भी नहीं है क्योंकि मैं इसे बदलने नहीं जा रहा हूं तो यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कुछ मध्यस्थ है और इसीलिए इसे फर्मवेयर कहा जाता है इसलिए इस बूटस्ट्रैपिंग या फ़र्मवेयर की मूल ज़िम्मेदारी सिस्टम के सभी पहलुओं को शुरू करना है तो यह उन सभी उपकरणों को इनिशियलाइज़ करेगा जो आपके पास सिस्टम में हैं और फिर यह सिस्टम कर्नेल का संचालन नहीं करेगा और निष्पादन शुरू कर देगा तो यह तब होगा जब मैंने कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्क में एक निश्चित लोकेशन के रूप में रखा गया है और वहां से यह ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा इसे रैम में डाल देगा और फिर उस बिंदु से सिस्टम पूरी तरह कार्यात्मक है और यह तदनुसार संचालित होने लगता है तो यह कंप्यूटर स्टार्टअप प्रक्रिया या बूटिंग प्रक्रिया है तो कई बार आप पा सकते हैं आपको इस त्रुटि की सूचना हो सकती है कि यह कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बूट डिवाइस का पता नहीं लगा पा रहा है कारण यह है कि कि डिस्क के लिए जो भी पता दिया गया है हो सकता है कि डिस्क कर्रप्टेड हो तो यह उस विशेष बिंदु तक नहीं पहुंच सकता है या डिस्क सिस्टम में डाला नहीं जा सकता है इसलिए पहले जब हम विशेष रूप से हल्के सिस्टम में हैं जहां हमें कुछ बाहरी डिस्क का उपयोग करके इसे बूट करना होगा या उस तरह के नेटवर्क पर करना होगा तो यह नहीं किया जाता है तो अब मुझे थिन क्लाइंट कॉन्सेप्ट मिल गया है और इस थिन क्लाइंट को सर्वर से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है तो यहां बूटस्ट्रैप या इस रॉम EPROM या EPROM कि मैं बात कर रहा हूँ तो इसकी कुछ रूटीन होगी ताकि यह नेटवर्क पर पहुंच सके जिससे कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो यहाँ बूटस्ट्रैप ऑपरेशन डिस्क से कॉपी नहीं लेकिन नेटवर्क पर कॉपी कर रहा है इस तरह से इस बूटस्ट्रैप ऑपरेशन का अर्थ बदल सकता है क्योंकि आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं लेकिन अनिवार्य रूप से यह ऑपरेटिंग सिस्टम के महत्वपूर्ण हिस्से को लोड करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को निष्पादित करना शुरू कर देता है इसलिए हमारे पास अगला है जो हम कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशन में देख रहे हैं इसलिए जब एक बार कर्नेल लोड और निष्पादित हो जाता है तो यह सिस्टम और उसके उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करना शुरू कर सकता है अब कर्नेल लोड हो गया है इसलिए किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को उपयोगकर्ताओं के दृष्टिकोण से सेवाओं के एक सेट के रूप में सोचा जा सकता है तो आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सोच सकते हैं जैसे कि यह मुझे सेवाओं का एक सेट प्रदान करता है जैसे यह मुझे किसी प्रोग्राम को निष्पादित करने की अनुमति देता है यह मुझे एक फ़ाइल खोलने की अनुमति देता है यह मुझे फ़ाइल से पढ़ने या फ़ाइल पर लिखने या फ़ाइल को बंद करने की अनुमति देता है ताकि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को सेवाओं के एक सेट के रूप में देखा जा सके कुछ सेवाओं को कर्नेल के बाहर सिस्टम प्रोग्राम द्वारा प्रदान किया जाता है जो सिस्टम प्रोसेस या सिस्टम डेमॉन बनने के लिए बूट समय में मेमोरी में लोड होते हैं जो कर्नेल पूरे समय चलता है इसलिए कुछ सेवाओं में से कुछ को सिस्टम संसाधनों को संशोधित करने की आवश्यकता है तो जैसे एक नई प्रक्रिया बनती है इसलिए प्रोसेस टेबल को अपडेट करना होगा एक नई फ़ाइल खोली है तो उस तरह से एक फाइल को अपडेट करना होगा टेबल को अपडेट करना होगा ताकि कर्नेल को अपडेट करना पड़े तो यह है कि उन्हें डेमोंस सिस्टम डेमॉन कहा जाता है और कुछ निश्चित सेवाएं हैं जो सिस्टम द्वारा प्रदान की जाती हैं इसलिए उन्हें अलग अलग कहा जाता है जैसे कि संकलन कार्य या तो जैसे कि इसलिए शायद वे सिस्टम प्रक्रियाएं करते हैं तो UNIX ऑपरेटिंग सिस्टम पर पहला सिस्टम प्रोसेस वह प्रक्रिया है जिसका नाम init है इसलिए यदि आप किसी भी UNIX ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हैं और यह देखने की कोशिश करते हैं कि किसी भी समय सिस्टम में चल रही प्रक्रियाएं क्या हैं तो आपको एक ऐसी प्रक्रिया मिलेगी जिसका नाम init है तो यह पहली प्रक्रिया है जो UNIX ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाई गई जब सिस्टम बूट करता है यह पहली प्रक्रिया है जो बनाई गई है और इसके अन्य डेमॉन शुरू होते हैं इसलिए और फिर एक बार यह चरण पूरा हो जाने के बाद सिस्टम पूरी तरह से बूट हो गया है और सिस्टम किसी घटना के होने का इंतजार करता है इसलिए आम तौर पर यदि आप UNIX ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करते हैं तो आप स्क्रीन पर इस प्रकार के संदेश इनिट और सभी को पा सकते हैं और फिर हम पा सकते हैं कि कई मांगें शुरू हो रही हैं इसलिए इन डेमोंस की शुरुआत इनिट प्रक्रिया द्वारा की जाती है और फिर जब यह पूरी तरह से बूट हो जाता है तो यह एक लॉगिन संदेश के साथ आता है और यह कुछ उपयोगकर्ता के लिए सिस्टम में लॉगिन करने के लिए इंतजार करता है और सिस्टम को कुछ करने के लिए कहता है इस तरह यह प्रणाली किसी घटना के घटित होने और उस घटना के घटित होने की प्रतीक्षा करेगी तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सूचित करता है कि ईवेंट होता है और तदनुसार सिस्टम उस पर ध्यान देता है किसी घटना के घटित होने का संकेत एक इंटरप्ट से होता है तो यह इंटरप्ट शायद एक हार्डवेयर इंटरप्ट शायद एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इसलिए हम देखेंगे कि एक घटना की घटना को दर्शाता है और तदनुसार सिस्टम अपना ऑपरेशन करना शुरू कर देता है इसलिए दो प्रकार के इंटरप्ट हैं क्योंकि मैंने कहा था कि एक हार्डवेयर इंटरप्ट है और दूसरा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है एक हार्डवेयर इंटरप्ट एक उपकरण है जो आमतौर पर सिस्टम बस के माध्यम से सीपीयू को सिग्नल भेजकर ट्रिगर और बाधित कर सकता है तो यह इस तरह है जैसे मुझे लगता है कि मुझे अपने सिस्टम से जुड़ा एक कीबोर्ड मिला है अब यदि कीबोर्ड को संचालित करना है तो उपयोगकर्ता को किसी समय कुछ कुंजी दबानी होगी और अब आप देखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम जो हमारे पास है या प्रोसेसर है जो मेरे पास है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है यह कीबोर्ड एक यांत्रिक उपकरण है और जो व्यक्ति इसे ज्यादातर समय में संचालित कर रहा है वह एक इंसान है इसलिए मानव को एक अंतर्निहित गति सीमा मिल गई है जिसमें वह एक कीबोर्ड पर करैक्टर को एंटर कर सकता है तो इस इंसान की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट या प्रोसेसर पार्ट ज्यादा तेज है अब यदि सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि प्रोसेसर यह जांच करेगा कि उपयोगकर्ता ने कुछ कुंजी दबाया है या नहीं और इसके लिए प्रतीक्षा करता है क्योंकि उपयोगकर्ता प्रोसेसर अनावश्यक रूप से प्रतीक्षा कर रहा है समय की लंबी राशि के लिए तो एक समाधान यह है कि प्रोसेसर शायद कुछ कर रहा है और समय समय पर यह जांचने के लिए वापस आता है कि उपयोगकर्ता ने कोई कुंजी दबाया है या नहीं लेकिन फिर कठिनाई यह है कि उपयोगकर्ता जो प्रतिक्रिया देखेंगे वह बहुत अधिक नियत नहीं है इसलिए यह कभी कभी यह देखेगा कि जैसे ही कुंजी को दबाया जाता है इसका जवाब दिया जाता है क्योंकि प्रोसेसर ने कीबोर्ड की स्थिति के लिए जांच की है या कुछ बिंदु यह हो सकता है कि यह प्रतिक्रिया इतनी तेज़ नहीं है क्योंकि प्रोसेसर कुछ और करने में व्यस्त था और यह लंबे समय के बाद कीबोर्ड की स्थिति की जाँच करता है तो ऐसा हो सकता है अब इसका दूसरा समाधान यह है कि जब उपयोगकर्ता कुछ कुंजी दबाता है तो सीपीयू को सूचित किया जाता है कि एक कुंजी को दबाया गया है और प्रोसेसर उसकी देखभाल करता है तो तुरंत प्रोसेसर जो कुछ भी कर रहा था उसे निलंबित कर देता है और यह आपके लिए प्रक्रिया में आता है यह उस ऑपरेशन में आता है जिसके द्वारा यह कीबोर्ड की कंटेंट को पढ़ सकता है अब इस तरह से उपयोगकर्ता बहुत तेज गति से टाइप नहीं कर सकता है इसलिए उपयोगकर्ता बड़ी संख्या में अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाएगा तो समग्र प्रणाली बहुत ठीक काम करती है इसी प्रकार जब हमें कुछ डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज से मुख्य मेमोरी या प्रोसेसर में ट्रांसफर करना होता है तो उसी समय सेकेंडरी स्टोरेज भी एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है तो इस तरह से किसी चीज़ या ऑप्टिकल डिवाइस को पढ़ने में समय लगता है जो डेटा को स्थानांतरित और सभी से प्राप्त करने में कुछ समय लेता है इसलिए प्रोसेसर या सीपीयू को ज्यादा समय तक इंतजार नहीं करना चाहिए इसलिए जब यह प्रसंस्करण खत्म हो गया है जब डिस्क नियंत्रक ने स्थानांतरण कर दिया है तो यह सीपीयू को बता सकता है की हस्तांतरण ख़त्म हो गया है तो आप कंटेंट को लोकेशन से ले सकते हैं तो इस तरह से हम डिस्क नियंत्रक से आने वाले कुछ इंटरप्ट को बाधित कर सकते हैं तो यह एक प्रकार की स्थिति है अन्य प्रकार की स्थिति यह है कि एक सॉफ्टवेयर कुछ रुकावट उत्पन्न कर सकता है यह एक प्रोग्राम है जो सिस्टम कॉल नामक एक विशेष ऑपरेशन को निष्पादित करके ट्रिगर और इंटरप्ट हो सकता है जैसे प्रोग्राम को निष्पादित करते समय शायद किसी प्रोग्राम ने प्रिंटर पर कुछ आउटपुट करने जैसा बयान दिया हो ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम पर सेवाओं की आवश्यकता हो जैसा कि मैंने पहले चर्चा की थी कि प्रिंटर को एक से अधिक प्रक्रियाओं के लिए एक साथ नहीं दिया गया है तो इस तरह यह एक सिस्टम कॉल है इसी तरह एक कार्यक्रम यह और बनाना चाहता है यह एक और कार्यक्रम शुरू करना चाहता है तो इस तरह से इसे ऑपरेटिंग सिस्टम से एक सेवा प्राप्त करनी होगी तो ये सॉफ्टवेयर द्वारा उत्पन्न इंटरप्ट हैं एक सॉफ़्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट या तो त्रुटि या उपयोगकर्ता अनुरोध जैसे IO अनुरोध के कारण होता है यह सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का एक अन्य स्रोत है जो हमारे पास है कुछ त्रुटि है जो यह कहती है जैसे x मैंने स्टेटमेंट लिखा है z बराबर है x भागित y के अब जो y है वह 0 के बराबर है ओके इसलिए कार्यक्रम संकलन के समय हम इसकी जांच नहीं कर सके क्योंकि हमें नहीं पता था कि y का वैल्यू क्या है लेकिन रनटाइम में जब यह कथन क्रियान्वयन में आता है तो हार्डवेयर पाता है कि y मान 0 के बराबर है इसलिए विभाजन ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है तो यह 0 त्रुटि से विभाजित है ऐसा होने पर सिस्टम क्या करेगा इसलिए यह कि ऑपरेटिंग सिस्टम को यह कहते हुए नियंत्रण वापस स्थानांतरित करना होगा कि 0 से विभाजित एक त्रुटि हुई है और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को उचित कार्रवाई करनी चाहिए तो निश्चित रूप से जो क्रिया है वह अलग है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और उपयोगकर्ता प्रोग्राम पर निर्भर है लेकिन यह एक विशेष स्थिति है तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बाधित है इसलिए इनिशियलाइज़ेशन पार्ट को करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में कुछ इंटरप्ट होने का इंतजार करता है और जब कुछ इंटरप्ट आती है इसलिए यह उस प्रणाली को सूचित करेगा जो बाधित हुई है और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी इसलिए यह इंटरप्ट एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो इन आधुनिक प्रणालियों के पास होगी ताकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किए गए कार्यों को कर सकें इंटरप्ट्स के सामान्य कार्य जब कोई इंटरप्ट उत्पन्न होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम रजिस्टरों और प्रोग्राम काउंटर को स्टोर करके CPU की स्थिति को संरक्षित करता है तो यह पहली चीज है जो सिस्टम करता है तो यह याद रखता है कि यह क्या कर रहा था क्योंकि कुछ समय बाद इसे ऑपरेशन को पुनरारंभ करना होगा इसलिए यह सीपीयू की वर्तमान स्थिति की कंटेंट को रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर को सहेज कर रखेगा निर्धारित करता है कि किस प्रकार की रुकावट आई है और इंटरप्ट सर्विस रूटीन को नियंत्रण स्थानांतरित करता है तो क्या यह एक मासकेबल इंटरप्ट या नॉन मासकेबल इंटरप्ट है इंटरप्ट की प्राथमिकता क्या है इसलिए कई मुद्दों के आधार पर आप चर्चा कर सकते हैं कुछ कंप्यूटर आर्किटेक्चर कक्षाओं या माइक्रोप्रोसेसर कक्षाओं में अधिक विस्तार से प्राप्त किया जा सकता है इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा लेकिन यह निर्धारित करने के बाद कि नियंत्रण का प्रकार संबंधित इंटरप्ट सर्विस रूटीन में स्थानांतरित हो जाएगा इंटरप्ट सर्विस रूटीन एक विशेष रुकावट को संभालने के लिए मॉड्यूल या रूटीन का एक संग्रह के अलावा कुछ भी नहीं है उदाहरण के लिए एक प्रिंटर ने एक इंटरप्ट दी है कि जो भी मुद्रण कार्य दिया गया था वह खत्म हो गया है कीबोर्ड एक रुकावट देता है कि एक कुंजी दबाया गया है या एक डिस्क यह बताती है कि डिस्क स्थानांतरण समाप्त हो गया है तो संबंधित क्रिया क्या होनी चाहिए जो कि सिस्टम डिजाइनर द्वारा जानी जाती है और तदनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर ने संबंधित इंटरप्ट सर्विस रूटीन लिखी है तो यह जो इंटरप्ट आता है वह इंटरप्ट सर्विस रूटीन में चला जाता है और तदनुसार उचित कार्यवाही की जाती है ट्रांसफर है आमतौर पर इंटरप्ट वेक्टर के रूप में जिसमें सभी इंटरप्ट सर्विस रूटीन के पते होते हैं तो सभी व्यवधानों के लिए पूरे सिस्टम के लिए कि वह किस पते पर जाना चाहिए जो कि मुख्य मेमोरी में स्थित वास्तविक इंटरप्ट सर्विस रूटीन कहां है ताकि एक टेबल में रखा जाए जिसे इंटरप्ट वेक्टर टेबल कहा जाता है और वहां से यह इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस लिया जाता है और यह इसी सेवा दिनचर्या में चला जाता है बाधित आर्किटेक्चर को बाधित निर्देशों के पते को सहेजना होगा इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे तब बहाल करना पड़ता है जब इंटरप्ट खत्म हो जाता है और ऑपरेशन को वहीं से बहाल करना पड़ता है इसलिए समयसीमा पर हम यह कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए उपयोगकर्ता कार्यक्रम निष्पादित कर रहा है तो कुछ समय बाद उदाहरण के लिए आईओ डिवाइस जैसा अवरोध आता है इसलिए इसे कुछ हस्तांतरण करने के लिए कहा गया था तो यह इस समय के लिए निष्क्रिय था फिर यह डेटा स्थानांतरित कर रहा था जब स्थानांतरण समाप्त हो जाता है तो यह प्रोसेसर सीपीयू को एक इंटरप्ट देता है यह बताता है कि स्थानांतरण समाप्त हो गया है तो प्रोसेसर इंटरप्ट प्रोसेसिंग सायकल में चला जाता है तो इस समय में यह इंटरप्ट प्रोसेसिंग कर रहा है तब फिर से यह सेवा में जा रहा है यह सामान्य ऑपरेशन में जा रहा है तो यह इस तरह जा रहा है फिर कुछ समय बाद एक और IO अनुरोध CPU द्वारा प्रोग्राम द्वारा किया जाता है इसलिए जब IO अनुरोध किया जाता है तो डिवाइस को सूचित किया जाता है और डिवाइस निष्क्रिय स्थिति से स्थानांतरित स्थिति में परिवर्तन करता है इसलिए स्थानांतरण के बाद फिर से शुरू होता है जब स्थानांतरण खत्म हो जाता है तो यह सीपीयू के प्रोसेसर को एक इंटरप्ट भेजता है और कभी कभी सीपीयू इंटरप्ट सर्विस रूटीन में चला जाता है इस भाग में इंटरप्ट सर्विस रूटीन को निष्पादित करता है तो इस तरह से चलता है इसलिए ट्रांसफर की शुरुआत सीपीयू द्वारा की जाती है डिवाइस द्वारा ट्रांसफर करने के बाद यह प्रोसेसर को एक इंटरप्ट देता है यह बताता है कि ट्रांसफर खत्म हो गया है अब प्रोसेसर यह तय करने के लिए कि क्या वास्तव में विशेष ऑपरेशन के लिए किया जाना है इंटरप्ट सर्विस रूटीन में चला जाता है तो यह समग्र प्रवाह इस तरह है CPU डिवाइस ड्राइवर IO ट्रांसफर शुरू करता है जो कि पहले चरण नंबर 1 है IO कंट्रोलर के लिए चरण संख्या 2 है इसलिए यह IO ऑपरेशन शुरू करता है चरण संख्या 3 इनपुट तैयार आउटपुट पूर्ण या त्रुटि पुनर्जीवित वगैरह इसलिए इस बिंदु पर IO ऑपरेशन समाप्त हो गया है तो यह प्रोसेसर को एक इंटरप्ट भेजता है इसलिए बीच बीच में सीपीयू निर्देशों के बीच में इंटरप्ट निष्पादित करने के लिए जाँच कर रहा है या दो निर्देशों के बीच में इंटरप्ट उत्पन्न हुआ है या नहीं तो यह जाँच हो चुकी हैं इसलिए जब ये इंटरप्ट आता है तो CPU को इंटरप्ट प्राप्त होता है और इंटरप्ट हैंडलर को नियंत्रण स्थानांतरित करता है इंटरप्ट हैंडलर को चालू करने के लिए हम डेटा को प्रोसेस करते हैं और इंटरप्ट से लौटते हैं और फिर उसके बाद जब इंटरप्ट खत्म हो जाता है तो सीपीयू फिर से शुरू हो जाएगा